नमस्ते इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने देखा है कि कैसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगाना महत्वपूर्ण है और ऐसे कंपाउंड का पता लगाने के लिए सेंसर कैसे तैयार किया जाए अब हम अगले कुछ मॉड्यूल में निर्माण के विवरण में जाएंगे लेकिन यदि आप मॉड्यूल 1 से अब तक के पिछले मॉड्यूल को याद करते हैं तो हमने सेंसर के कई अनुप्रयोग देखे हैं अब सेंसर का एक और अनुप्रयोग एक लचीला सेंसर है अब हम लचीले सेंसर का उपयोग कहां कर सकते हैं हम बायोमेडिकल रोबोटिक्स सहित कई अनुप्रयोगों में लचीले सेंसर का उपयोग कर सकते हैं क्या होगा अगर मैं कहूं कि मैं हर बार अपनी कलाई के दबाव में बदलाव जानना चाहता हूं जब मैं पहली बार इसे पसंद करता हूं जब भी मैं मुट्ठी बनाता हूं तो इस विशेष क्षेत्र में मेरे दबाव में क्या बदलाव होता है जो कि मेरा कलाई क्षेत्र है मैं इसे खोलता हूं मैं इसे बंद करता हूं फिर से इसे खोलता हूं और बंद करता हूं कि अगर मैं बनाना चाहता हूं अगर मेरे पास एक फैब्रिकेटेड लचीला सेंसर है तो मैं जल्दी से समझ सकता हूं कि मैं क्या दबाव छोड़ रहा हूं और मैं एक मुट्ठी बना रहा हूं एक बदलाव क्या है लेकिन आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं यदि मैं 360 डिग्री की तरह चारों ओर जानना चाहता हूं तो मुझे न केवल एक तरफ दबाव पता होना चाहिए या तो मैं कई सेंसर का उपयोग कर सकता हूं मैं एक लचीले सेंसर का उपयोग कर सकता हूं जिसमें सेंसर की एक सरणी होती है उसी तरह बहुत सारे एप्लिकेशन हैं इसलिए हम देखेंगे कि लचीले सेंसर को कैसे बनाया जाए अगर आप स्क्रीन को देखें तो हमारे पास एक तरह के सेंसर हैं जिनमें न सिर्फ स्ट्रेन गेज है इसलिए यदि आप उन सेंसरों को देखते हैं जिनकी हम यहां चर्चा कर रहे हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 की तरह हैं 8 सेंसर हैं तो 8 स्ट्रेन गेज हैं मेरा मतलब है स्ट्रेन गेज एक पीजो पंजीकृत है जो बोरॉन डोपिंग की मदद से डोप किया जाता है इसलिए यह एक स्ट्रेन गेज है अगर मैं लागू करता हूं तो स्ट्रेन है तो प्रतिरोध में बदलाव होगा अगर स्ट्रेन है तो प्रतिरोध में बदलाव होगा तो स्ट्रेन गेज पर एक इंसुलेटिंग सामग्री है इंसुलेटिंग सामग्री पर एक सोने का पैड है तो अगर कोई बनाता है तो यह इस तरह दिखेगा लेकिन यहां सेंसर कहां है सेंसर इस विशेष डिवाइस के केंद्र में है इसलिए यह माइक्रो सेंसर है और फिर आप देख सकते हैं कि माइक्रो सेंसर के संपर्क में हमने इस तरह के कुछ ज़िगज़ैग पैटर्न का उपयोग किया है ज़िगज़ैग का उपयोग करने का क्या कारण है और सीधी रेखाओं को पसंद नहीं करने का कारण यह है कि सामग्री को फ्लेक्स करने पर अब इसका तनाव कम होगा जब सामग्री को फ्लेक्स किया जाता है तो कम तनाव होगा और इस प्रकार संपर्क टूटेगा नहीं यह क्षतिग्रस्त नहीं होगा हम देखेंगे कि इसे कैसे गढ़ा जाए एक और एप्लिकेशन एक मक्खी के वजन को समझना है अब यह एक माइक्रो फ्लफ है यह एक माइक्रो सेंसर है जो हाउसफ्लाई के वजन को मापने में सक्षम है हाउसफ्लाई हम हर दिन कई जगहों पर देखते हैं और हाउसफ्लाई में बहुत सारे सेंसर होते हैं लेकिन हम इस विशेष कीट की शारीरिक रचना को समझने में रुचि नहीं रखते हैं हम समझ रहे हैं कि क्या हम एक माइक्रो सेंसर बना सकते हैं जो एक घरेलू मक्खी के वजन को मापने में सक्षम है क्या हम एक माइक्रो सेंसर बना सकते हैं जो लचीली सामग्री पर या सिलिकॉन सब्सट्रेट पर है जो एक घरेलू मक्खी के वजन को माप सकता है कि ऐसे सेंसर को कैसे बनाया जाए जो हमारी रुचि हो तो अब तक हमने बहुत सारे सेंसर देखे हैं अब जल्दी से एक्चुएटर को देखते हैं इसलिए चूंकि पाठ्यक्रम सेंसर और एक्चुएटर पर है इसलिए हमें दोनों पर ध्यान देना चाहिए लेकिन अधिकांश समय हम सेंसर के दृष्टिकोण को देखेंगे हालांकि एक्चुएटर बहुत महत्वपूर्ण है यह एक ऐसा तंत्र है जो सही काम करने के लिए किसी प्रकार की ऊर्जा को गति में परिवर्तित करता है अब उदाहरण के लिए दूरी पर बल की चाल और यदि आप एक्चुएटर को ठीक से समझना चाहते हैं तो माइक्रो इंजीनियरिंग में कई तरह के माइक्रो एक्चुएटर होते हैं इसलिए यदि आप दूर से संचालित वाहन के बारे में बात करना चाहते हैं तो एक्चुएटर के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं दूर से संचालित वाहन को ROV भी कहा जाता है और ROV के काम में इस्तेमाल होने वाली 3 सामान्य प्रकार की ऊर्जा विद्युत हाइड्रोलिक दबाव या वायवीय दबाव है जबकि ROV में सबसे आम एक्चुएटर का उपयोग किया जाता है मोटर सोलेनॉइड वाल्व के साथ साथ वायवीय या हाइड्रोलिक और या हाइड्रोलिक होते हैं तो यह एक्चुएटर का अनुप्रयोग है हालांकि यदि आप ओवरव्यू के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं यदि आप स्लाइड देखते हैं तो कुछ सामान्य MEMS चरण एक्ट्यूएटर पीजोइलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर थर्मल एक्ट्यूएटर और मैग्नेटिक एक्ट्यूएटर हैं जबकि अन्य एक्ट्यूएटर बीम हो सकते हैं यह इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्ट्यूएटर हो सकता है यह एक्ट्यूएटर हो सकता है और यह तंत्र है और जब आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो विकल्प MEMS एक्ट्यूएशन विकल्प पीजोइलेक्ट्रिक बेस MEMS थर्मली संचालित एक्ट्यूएटर चुंबकीय रूप से संचालित एक्ट्यूएटर इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से संचालित एक्ट्यूएटर हैं जबकि डायनामिक्स के संदर्भ में आप बीम को झुकते या भिगोते हुए देख सकते हैं ये गतिशील प्रणालियाँ हैं इसलिए अगर मैं पीजोइलेक्ट्रिक या फेरोइलेक्ट्रिक से शुरू करना चाहता हूं तो विशाल ऊर्जा घनत्व इसकी अच्छी दक्षता है एक विशाल बल को छोटे विस्थापन को मापा जा सकता है पीजोइलेक्ट्रिक के मामले में प्रमुख निर्माण चुनौती लगातार होनहार प्रौद्योगिकी है जबकि यदि आप पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव को जानते हैं तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन जब आप एक बल लागू करते हैं जो वोल्टेज में बदलाव होता है और वह पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव या रिवर्स चरण होता है जब आप वोल्टेज लागू करते हैं तो यांत्रिक क्षण में बदलाव होता है तो पीजो एक्ट्यूएटर या पीजोइलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर के उदाहरण क्या हैं देखें कि पीजो प्रतिरोधक अलग है जब आप एक बल लागू करते हैं तो प्रतिरोध में बदलाव पीजो रजिस्टर होता है जब आप वहां दबाव लागू करते हैं या बल वोल्टेज में बदलाव होता है तो एक्ट्यूएटर सामग्री या पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री क्या हैं पहला PVDF है जो पॉलीविनाइल डीन फ्लोराइड है दूसरा जिंक ऑक्साइड है जो ZnO या ZnO है तीसरा लेड जीरकोनेट टाइटेनेट है जो PZT है और चौथा है PMNT और PMNPT तो जब आप एक माइक्रो एक्ट्यूएटर बनाना चाहते हैं तो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री जिंक ऑक्साइड और PZTs है तो एक पृष्ठ का सारांश हम इसे लिख सकते हैं कि इसमें उच्च वोल्टेज और कम धारा लगभग 100 वोल्ट प्रति माइक्रोमीटर है कोई स्थिर धारा नहीं है और यही कारण है कि यह एक उत्कृष्ट इन्सुलेटर है किसी भी सदस्य एक्ट्यूएटर की उच्चतम ऊर्जा घनत्व लेकिन बड़ी शक्ति और छोटे विस्थापन आमतौर पर यह इंगित करना बहुत मुश्किल है कि सामग्री और उपकरण हैं या नहीं लेकिन फिर भी यह लगातार आशाजनक सामग्री है अब एक अन्य प्रकार के एक्चुएटर थर्मल एक्ट्यूएटर हैं और थर्मल एक्ट्यूएटर के मामले में यह प्रति यूनिट क्षेत्र में बहुत प्रभावी और उच्च बल आउटपुट को सक्रिय करने के लिए थर्मल विस्तार का उपयोग करता है इस दिशा में वास्तविक अनुवाद उदाहरण के लिए एक्चुएटर इस विशेष दिशा में आगे बढ़ेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि ठंडा और गर्म हाथ कैसे बदल रहा है यह तापमान है इसलिए जब हम एक वर्तमान इनपुट पैड लागू करते हैं तो एक विस्थापन होता है जो परिवर्तन का कारण बनता है एक्चुएटर में एक हीटिंग होती है जिसमें विस्थापन में परिवर्तन होता है या एक दिशात्मक दृष्टिकोण में अनुवाद होता है हमारे पास उच्च बल के लिए एक कैस्केड थर्मल एक्ट्यूएटर भी हो सकता है यदि यह एक एकल एक्ट्यूएटर है तो हमारे पास एक्ट्यूएटर की एक सरणी हो सकती है जहां हम एक थर्मल एक्ट्यूएटर की तुलना में उच्च बल उत्पन्न कर सकते हैं अगर मैं CMOS के बारे में बात करता हूं जो पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है तो इसमें शेन एलर्जेट्टो हू रॉबिन्सन यू अल्बर्टा द्वारा किया गया काम है जहां उन्होंने CMOS में थर्मल एक्ट्यूएशन पर काम किया है और यहां बीम के जूल हीटिंग लीड करता है अंतर करने के लिए थर्मल विस्तार दर्पण के कोण को बदलते हुए यदि आप देखते हैं कि यह एक दर्पण है और जब विस्तार थर्मल विस्तार के कोण को सेट करने वाला जूल होता है तो अंतर थर्मल विस्तार के कारण कोण बदल जाएगा और इससे दर्पण के कोण में परिवर्तन होगा तो यह वही है जो थर्मल एक्ट्यूएटर का अध्ययन किया गया था और यदि आप थर्मल एक्ट्यूएटर के सारांश बनाम पीजो एक्ट्यूएटर के सारांश की तरह तुलना करना चाहते हैं तो थर्मल एक्ट्यूएटर के मामले में लाभ आसान प्रक्रिया एकीकरण है हालांकि एक बड़ा बल है छोटे विस्थापनों को विस्थापन के लिए बल का व्यापार करने के लिए लीवर तंत्र की आवश्यकता होती है जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है आम तौर पर यह पीजोइलेक्ट्रिक की तरह इतना कुशल नहीं है और यही कारण है कि यह अक्षम समय स्थिरांक लगभग 1 मिली सेकंड है वायु के माध्यम से पर्याप्त चालन होता है और उप मिलीमीटर डिजाइन में न्यूनतम संवहन होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में विकिरण हानि महत्वपूर्ण है रेडियोधर्मी नुकसान प्रभावी होने के अलावा तत्काल उपचार हीटिंग धीमी शीतलन है तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है जब हम थर्मल एक्ट्यूएटर को विस्तार से समझ रहे हैं अब आइए देखें कि वास्तव में MEMS क्या है क्योंकि सब कुछ चाहे एक्ट्यूएटर हो या सेंसर हमें माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम आधारित फेब्रिकेशन तकनीक नामक तकनीक का उपयोग करना होगा और यदि आप सार देखते हैं तो MEMS का सार इस तरह पढ़ता है कि MEMS आधारित तकनीक में एक सब्सट्रेट पर निर्मित माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक तत्व एक्ट्यूएटर सेंसर मैकेनिकल संरचनाएं शामिल हैं अब ज्यादातर समय सब्सट्रेट एक सिलिकॉन वेफर होता है MEMS को माइक्रो फैब्रिकेशन तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया जाता है जो कि डिपोजिशन पैटर्निंग और नक़्क़ाशी है MEMS के उत्पादन का सबसे सामान्य रूप बल्क माइक्रोमशीनिंग और सतह माइक्रोमशीनिंग और HAR फैब्रिकेशन है छोटे पैमाने के एकीकरण का लाभ या लाभ प्रौद्योगिकी को बड़ी संख्या में और विभिन्न प्रकार के उपकरणों में लाता है जिन्हें हम अगली कुछ स्लाइड्स में देखेंगे कुछ उदाहरण MEMS आधारित माइक्रो पंप हैं MEMS आधारित माइक्रो मिरर डिवाइस है MEMS हैंडसेट डिस्प्ले वास्तव में MEMS क्या हैं तो MEMS आकार में 1 से 100 माइक्रोमीटर के बीच के घटकों से बने होते हैं डिवाइस एक माइक्रोन से कई मिलीमीटर तक भिन्न होते हैं MEMS के कार्यात्मक तत्व लघु संरचना सेंसर एक्चुएटर और माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक हैं MEMS के मुख्य कैटेड में से एक यह है कि कम से कम कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें यांत्रिक कार्यक्षमता होती है चाहे वे स्थानांतरित हो सकें या नहीं तो यह मुख्य मानदंडों में से एक है जब आप MEMS का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम विभिन्न अनुप्रयोगों को देखेंगे अब देखते हैं कि यह आखिरी स्लाइड है जो कि कंपोनेंट हैं MEMS के कंपोनेंट्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक माइक्रो सेंसर माइक्रो एक्चुएटर और माइक्रो स्ट्रक्चर हैं आप माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक माइक्रो स्ट्रक्चर माइक्रो एक्ट्यूएटर और माइक्रो सेंसर देख सकते हैं इसलिए जब आप माइक्रो सेंसर माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात करते हैं तो माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक एक मस्तिष्क है जो प्रक्रिया प्राप्त करता है और जब आप माइक्रो सेंसर के बारे में बात करते हैं तो माइक्रो सेंसर से डेटा आता है फिर लगातार यह भूमिका है कि पर्यावरण से डेटा को लगातार इकट्ठा किया जाए प्रसंस्करण के लिए माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक को डेटा पास किया जाए ताकि यांत्रिक थर्मल जैविक और रासायनिक परिवर्तनों की निगरानी की जा सके जब हम एक्ट्यूएटर के बारे में बात करते हैं तो एक्स बाहरी डिवाइस को सक्रिय करने के लिए ट्रिगर के रूप में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सक्रिय करने के लिए माइक्रो एक्ट्यूएटर को बताएगा और अंत में सूक्ष्म संरचनाएं MEMS के सिलिकॉन में निर्मित चिप की सतह पर निर्मित अत्यंत छोटी संरचनाएं हैं इस प्रकार यदि आप एक तरह से देखते हैं कि इन 4 अलग अलग घटकों में से प्रत्येक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है चाहे वह एक्चुएटर हो चाहे वह सेंसर संरचना हो या यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स अधिकार हो इसलिए हम अगली कक्षा में MEMS के बारे में और विवरण देखेंगे कि निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है और फिर हम यह देखना शुरू करेंगे कि आप सेंसर कैसे बना सकते हैं इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसे फोटोलिथोग्राफी कहा जाता है पढ़ाना चाहता हूं अगली कक्षा में देखेंगे और हम MEMS के बारे में अन्य विवरणों के आगे के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे इसके बाद PVD तकनीक CVD तकनीक और लिथोग्राफी होगी धन्यवाद